छात्रों का स्वागत है इसलिए इस कक्षा में हम सीमांत लागत के विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में जानने की प्रक्रिया में हैं जहाँ सीमांत लागत का उपयोग प्रबंधन निर्णय लेने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है इसलिए हमने पिछली कक्षा में दो तीन समस्याएं कीं और मैं आपको कुछ अन्य समस्याओं के साथ आगे ले जाऊँगा और आपके साथ साझा करुंगा और आपको समझाऊंगा कि लागत की इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जा सकता है कुछ अन्य क्षेत्रों में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में और सीमांत लागत की इस अवधारणा के अन्य अनुप्रयोग क्या हैं तो इस मामले में जिसके बारे में हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं यह प्रदर्शन का मूल्यांकन है अब यह प्रदर्शन का मूल्यांकन किसी भी मायने में हो सकता है उदाहरण के लिए हम कहते हैं किसी उत्पाद या कंपनी के विभाजन अनुभाग उप अनुभाग के प्रदर्शन का मूल्यांकन या यह विभिन्न बाजारों बाजार के क्षेत्रों में हो सकता है इसलिए यदि कंपनी विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही है तो यह संभव नहीं हो सकता है कि सभी उत्पाद लाभ कमाने वाले हों या वे फर्म के मुनाफ़े में योगदान दे रहे हों और यह भी सुनिश्चित नहीं है कि सभी लाभ उत्पाद आपको लाभ की समान मात्रा में जोड़ रहे हैं कुछ उत्पाद हो सकते हैं जो लाभ कमाने वाले होते हैं कुछ उत्पाद ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से लाभ कमाने वाले होते हैं कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं लेकिन हम आवश्यक कदम उठाने के बाद उन्हें लाभ कमाने वाले उत्पादों में बदल सकते हैं इसलिए यदि आपको अपने द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है ताकि जिन उत्पादों को अधिक लाभ मिल रहा है या वे निर्धारित खर्च और लाभ के लिए उच्च राशि का योगदान दे रहे हैं वे मजबूत हो सकें उन्हें और सुधारा जाये और जो उत्पाद थोड़ा कमजोर हैं हमें उनका मूल्यांकन करना होगा कि क्या उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए या उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए ठीक है इसलिए विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन का मूल्यांकन यहां मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और इस मामले में हमें यह समझना होगा कि यदि कंपनी विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही है और उनके मन में विभिन्न अवधारणाएं या धारणा हैं कि यदि आप इस डेटा को देखें जो बिना किसी विश्लेषण के इस समस्या में दिया गया है जिसे आप आसानी से जान सकते हैं इन तीनों में से कोई भी उत्पाद लाभदायक नहीं हो सकता है या कोई भी लाभदायक हो सकता है लेकिन यदि आप सीमांत लागत की इस अवधारणा की मदद से विश्लेषण करते हैं तो आपको वास्तविक तस्वीर का पता चल जाएगा इसलिए यहां जो समस्या दी गई है कंपनी का प्रबंधन उस उत्पाद वाई को मानता है इसकी तीन मुख्य लाइनों में से एक अन्य दो की तरह लाभदायक नहीं है इसकी बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं तीन उत्पादों की बिक्री मूल्य और लागत हमें दी जाती है तो ये तीन उत्पाद यहां एक्स वाई और जेड हैं बिक्री मूल्य भी हमें देते हैं सामग्री लागत भी हमें दी जाती है श्रम लागत भी हमें दी जाती है और अन्य प्रत्यक्ष ओवरहेड्स लागत भी हमें दी जाती है इसके आधार पर हमें इन तीन उत्पादों X Y और Z के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा और फिर हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या प्रबंधन की धारणा सही है उत्पाद X और Z की तुलना में उत्पाद Y कम लाभदायक है या नहीं तो आइए हम इस समस्या को समझें और हमें कुछ विश्लेषण करने दें और यदि आप कुछ विश्लेषण करते हैं तो आपको क्या करना है आपको इन तीन उत्पादों के लिए एक तुलनात्मक लाभप्रदता प्रपत्र तैयार करना होगा तो यह उत्पादों का तुलनात्मक लाभप्रदता स्टेटमेंट है इसलिए यदि आप इस स्टेटमेंट को तैयार करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये उत्पाद कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और वास्तविक परिदृश्य में एक वास्तविक तस्वीर क्या है और यहां हमारे अलग अलग कॉलम हैं हमें तीन उत्पादों के लिए एक लाभप्रदता स्टेटमेंट बनाना होगा और यहां हमें उत्पादों को लगाना होगा तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जैसे आप इसे कॉलम के रूप में कह सकते हैं जहाँ आप विवरण डाल सकते हैं फिर आप यहाँ उत्पाद विवरण और उत्पाद रख सकते हैं और फिर आपको उत्पादों को यहाँ X Y और Z डाल देना होगा अब हमें स्टेटमेंट तैयार करना होगा और देखना होगा कि जब आप किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में निर्णय ले रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजों की गणना करने की कोशिश करनी चाहिए जो प्रोडक्ट और या किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिट क्षमता को समझा सके तो पी वी अनुपात प्रॉफिट टू वॉल्यूम सीमांत लागत की एक उप तकनीक है जिसका उपयोग यहां किया जा सकता है और फिर इन तीन उत्पादों के पी वी अनुपात के आधार पर हम तय कर सकते हैं हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस संगठन में वास्तविक स्थिति क्या है और उत्पाद Y के संबंध में प्रबंधन की आशंका सही है या नहीं वर्तमान में वे जो कर रहे हैं वे सोच रहे हैं कि उत्पाद Y लाभदायक नहीं है इसलिए इसे धक्का क्यों देना एक बिक्री है लेकिन अगर यह पता चला कि इस उत्पाद के बीच मात्रा संबंध के लिए सकारात्मक लाभ है तो उत्पाद एक्स और जेड की तुलना में फिर हम प्रबंधन को सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वाई लाभदायक नहीं है यह उत्पादन के वर्तमान स्तर या प्रदर्शन के वर्तमान स्तर पर लाभदायक नहीं है लेकिन अगर आप प्रॉफिट टू वोल्यूम अनुपात में देखते हैं यदि यह अन्य दो से बेहतर पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि क्या उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है लाभ भी ऊपर जाने की उम्मीद है तो उत्पाद को गिराने या किसी भी तरह के प्रयास करने या ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है जो अवांछनीय है हमें उत्पाद वाई को भी मजबूत करना चाहिए और यदि आप बाजार में इस उत्पाद की बिक्री बढ़ाते हैं फिर निश्चित रूप से हम फर्म की बेहतर समग्र लाभप्रदता के लिए जा रहे हैं क्योंकि एक्स और जेड पहले से ही लाभदायक हैं वाई यदि उसके पास क्षमता है तो इसे भी मजबूत किया जा सकता है समग्र लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है तो हमें यहाँ क्या गणना करनी है यदि आपको प्रॉफिट टू वॉल्यूम की गणना करनी है तो आपको पहले योगदान की गणना करनी होगी क्योंकि प्रॉफिट टू वॉल्यूम के लिए योगदान और बिक्री की जानकारी की आवश्यकता होती है तो चलिए पहले गणना करते हैं यहाँ योगदान और इस योगदान के मामले में सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या है यह पहले से ही हमें दिया गया है यदि आप यहाँ वापस देखते हैं तो सभी उत्पादों के मामले में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत हमें दी जाती है और यह लागत 10 6 और 8 रुपये है यह लागत उत्पादों में 10 है और यह राशि रुपये में है इसलिए यह 10 6 और 8 रुपये है यह प्रत्यक्ष सामग्री लागत है फिर हम दूसरे घटक के लिए जाते हैं वह है प्रत्यक्ष श्रम लागत और प्रत्यक्ष श्रम लागत क्या है यह यहां उपयोग करने के लिए दिया गया है और प्रत्यक्ष श्रम वह है जो विभाग के अनुसार दिया गया है अलग अलग विभाग ए बी और सी हो सकते हैं यदि आप इसे पूरा करते हैं क्योंकि प्रसंस्करण तीन विभागों में किया जा सकता है विभाग ए विभाग बी और विभाग सी इन सभी उत्पादों को आकार देने के लिए है इसलिए कुल लागत श्रम लागत 8 प्लस 2 प्लस 2 के रूप में 12 हो जाती है यहां फिर से 12 है फिर से 12 है ठीक है इसलिए सभी तीन उत्पादों के मामलों में श्रम लागत 12 है इसलिए हम यहां श्रम लागत 12 डालते हैं अब हम तीसरा घटक लेते हैं जो कि वैरिएबल ओवरहेड्स है अब वैरिएबल ओवरहेड्स है यहां वेरिएबल के बारे में कुछ अलग दिया गया है ओवरहेड्स प्रत्यक्ष श्रम के प्रत्येक विभाग के लिए ओवरहेड दरें निम्नानुसार हैं प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्यक्ष श्रम के प्रति ओवरहेड दरें निम्नानुसार हैं हमें इनकी गणना करनी होगी क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया था कि ओवरहेड का हमेशा या तो सामग्री या श्रम से संबंधित अध्ययन किया जाता है इस मामले में यह श्रम के संबंध में कहा गया है और हमें फिर से तीन विभाग ए बी और सी दिए गए हैं और निश्चित ओवरहेड्स में परिवर्तनीय ओवरहेड्स हमारे साथ उपलब्ध हैं लेकिन चूंकि हम सीमांत लागत की अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम केवल परिवर्तनीय ओवरहेड्स के बारे में परवाह है तो इसका मतलब है कि अब हमें इसे श्रम के संबंध में लेना है इसलिए विभाग ए में श्रम रुपये 8 और विभाग ए में ओवरहेड्स 120 हैं तो आपको क्या करना है आपको 120 से 8 गुणा करना होगा और यह काम करता है कितना यदि आप इस भाग को देखते हैं तो यह 8 गुणा 12 है क्योंकि यह 12 है श्रम का 8 रुपये विभाग ए में ओवरहेड्स के 12 रुपये के बराबर है इसलिए यह 8 गुणा 12 हो जाता है 96 फिर दूसरा है 040 है और श्रम के 2 रुपये से गुणा किया जाता है इसलिए यह 080 है और तीसरे मामले में यह रुपये 2 है और 1 से गुणा किया जाता है इसलिए यह तीसरे मामले में 2 रुपये है तो इसका मतलब है कि कुल राशि जो 96 प्लस 080 के रूप में यहां से निकलती है और फिर यह 2 कहती है इसलिए कुल ओवरहेड लागत कितनी हो जाती है 124 है फिर दूसरे मामले में भी आपको यह करना होगा और यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह 76 के रूप में काम करता है और फिर तीसरे मामले में यह 1120 के रूप में काम करता है तीसरे मामले में यह 1120 के रूप में काम करता है इसलिए मुझे लगता है कि ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए और हम अब सीमांत लागत की गणना करते हैं और यदि आप यहां सीमांत लागत की गणना करते हैं तो यह कितना आता है 10 प्लस 12 22 प्लस 24 यह कुल 3440 है फिर दूसरे मामले में यह 2560 के रूप में काम करता है और अगले मामले में यह 3120 के रूप में काम करता है ठीक है यह सीमांत लागत है अब आपको कंट्रीब्यूशन की गणना करनी है हम यहां कंट्रीब्यूशन लिखते हैं और कंट्रीब्यूशन की गणना करने के लिए आपको विक्रय मूल्य की जानकारी की आवश्यकता होती है तो विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य हम यहाँ दिए गए हैं यदि आप विक्रय मूल्य को देखते हैं तो यह हमें दिया जाता है X के लिए विक्रय मूल्य 68 है Y के लिए 58 है और Z के लिए 64 है इसलिए विक्रय मूल्य हम यहाँ डाल रहे हैं जैसा कि 68 की कुल राशि है तो दूसरे मामले में हम इसे 58 के रूप में डाल रहे हैं और तीसरे मामले में हम इसे 64 के रूप में डाल रहे हैं ठीक है तो अब आप कंट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं तो यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है बिक्री मूल्य में से सीमांत लागत घटाते है इसलिए यह 68 माइनस 3440 ये 3360 है दूसरा में ये 3240 है और अगला 3280 है इसलिए यह एक कंट्रीब्यूशन है जो हमें पता चला है 3360 3240 और 3280 बिक्री मूल्य को ध्यान में रखकर कंट्रीब्यूशन है तो इस कंट्रीब्यूशन की जानकारी की आवश्यकता है हमारे पास हमारे साथ बिक्री मूल्य है और पी वी अनुपात के लिए सूत्र क्या है पी वी अनुपात बिक्री द्वारा विभाजित कंट्रीब्यूशन के बराबर है तो इस सूत्र का उपयोग करके आप तीन उत्पादों के प्रॉफिट टू वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं और आप कैसे गणना कर सकते हैं यदि आप प्रतिशत शब्दों में गणना करना चाहते हैं तो बिक्री द्वारा विभाजित कंट्रीब्यूशन और फिर 100 गुणा हो जाता है इस प्रकार यदि आप इस मामले में गणना करते हैं तो ३३६० को 68 से विभाजित करने पर इसलिए योगदान पी वी अनुपात कितना आता है पी वी अनुपात 494 प्रतिशत है ठीक है दूसरे मामले में यदि आप 559 प्रतिशत के रूप में काम करते हैं और तीसरे मामले में यह 513 प्रतिशत है ठीक है तो यह विश्लेषण करने के लिए यह बहुत जानकारी पर्याप्त है और अब हमें इस पर गौर करना होगा वहां उत्पाद Y कम लाभदायक है या नहीं जैसा कि यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि अगर यह कम लाभदायक है और निश्चित रूप से बिक्री में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं लेकिन यदि यह कम लाभदायक नहीं है दूसरों की तुलना में दो या हो सकता है कि यह दो अन्य के साथ सामान रूप से लाभदायक है तो फर्म के समग्र पी वी अनुपात में सुधार करने के लिए कुल प्रयास किया जाना चाहिए इसलिए यदि आप इन P V अनुपातों को देखते हैं तो हमारे पास P V अनुपात है जो कि उत्पाद X के लिए सबसे कम है जो कि 494 प्रतिशत है हमारे पास P V अनुपात है जो उत्पाद Y 559 प्रति के लिए सबसे अधिक है प्रतिशत और हमारे पास उत्पाद Z के लिए P V अनुपात Z है जो कि 513 प्रतिशत है ठीक है अब हम कह रहे थे कि उत्पाद Y कम लाभदायक है और इसे या तो गिरा दिया जाना चाहिए या कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं लेकिन अब आप इस विश्लेषण को करने के बाद देखते हैं कि आपको पता चला है कि वाई उत्पाद के मामले में P V अनुपात सबसे अधिक है इसलिए यहाँ संकेत यह है कि इस उत्पाद के उत्पादन मात्रा से संबंध के लिए लाभ बहुत बहुत अच्छा है और जैसा कि आप उत्पाद Y के उत्पादन और बिक्री की मात्रा बढ़ाते हैं निश्चित रूप से लाभ बढ़ने वाला है इसलिए उत्पाद Y के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उत्पाद Y की बिक्री को बेहतर बनाने या प्रोत्साहित करने और उत्पाद Y के प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसमें फर्म के लिए सबसे अधिक लाभ कमाने की क्षमता है और इन तीन उत्पादों में से मुझे लगता है कि अगर यह मजबूत होता है तो उत्पाद वाई आपको लाभ की दिशा में अधिकतम योगदान दे सकता है क्योंकि उत्पाद वाई के मामले में वोल्यूम अनुपात का लाभ 559 प्रतिशत है तो आप यहां समझ सकते हैं दो सूचनाओं के बीच अंतर वह जानकारी जो हमारे साथ उपलब्ध किसी भी प्रकार के विश्लेषण के बिना है और फिर इस विश्लेषण चित्र के उभरने के बाद पहले की तस्वीर की तुलना में पूरी तरह से एक अलग तस्वीर है तो यहां आपको यह समझना होगा कि डेटा क्या दिया गया है हमारे साथ उपलब्ध सीमांत लागत में कौन सी अलग अलग तकनीकें हैं इन उत्पादों या विभागों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए हम किस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं बहुत तार्किक निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचे सही इसलिए यह उत्पादों तीन उत्पादों का तुलनात्मक लाभप्रदता कथन है और हमें पता चला है कि उत्पाद Y के प्रॉफिट टू वोल्यूम अनुपात सबसे अधिक है इसलिए प्रबंधन गलत रास्ते पर है और इसे उत्पाद वाई का प्रदर्शन मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए अब हम अगली समस्या की ओर बढ़ेंगे और एक और समस्या जो हम इस वर्ग में करेंगे आदेश को स्वीकार या अस्वीकार करना एक विदेशी ख़रीदार का रूप है तो अब हमें यहाँ दिया गया है क्योंकि अल्फा लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पाद की लागत शीट यहाँ दी गई है यह इस उत्पाद की लागत पत्रक है जो हमें दिया गया है यह बहुत कुछ है आपको यहां सामग्री और श्रम के संबंध में जानकारी दी गई है सामग्री की लागत 5 रुपये प्रति यूनिट है और श्रम लागत की प्रत्यक्ष मजदूरी लागत 3 रुपये प्रति यूनिट है फैक्टरी ओवरहेड हैं फिक्स्ड ओवरहेड 050 हैं और परिवर्तनीय ओवरहेड 050 हैं इसलिए कुल ओवरहेड्स 1 रुपये प्रति यूनिट हैं प्रशासनिक खर्च जो आम तौर पर तय होते हैं वे 075 होते हैं बिक्री और वितरण ओवरहेड्स हमें आंशिक रूप से तय और आंशिक रूप से परिवर्तनीय के रूप में दिए जाते हैं निर्धारित ओवरहेड्स 025 और परिवर्तनीय ओवरहेड 050 हैं इसलिए कुल बिक्री और वितरण ओवरहेड्स 075 हो जाता है इस प्रकार यदि आप इस उत्पादन की कुल लागत को देखते हैं तो यहां 1050 के रूप में काम करता है और बिक्री मूल्य है कि प्रति यूनिट बिक्री मूल्य रुपये 12 है अब हमें दी गई आगे की जानकारी है उपरोक्त आंकड़े हैं 50000 इकाइयों का उत्पादन फर्म की क्षमता 65000 इकाइयों का निर्माण करने के लिए है फर्म 65000 इकाइयों का निर्माण कर सकती है बिना किसी प्रकार की अतिरिक्त निश्चित लागत के एक विदेशी ग्राहक की इच्छा 15000 इकाइयों को खरीदने की है एक विदेशी ग्राहक की इच्छा है कि वह प्रति यूनिट 10 रुपये की कीमत पर 15000 यूनिट खरीदे निर्माताओं को सलाह दें कि क्या आदेश को स्वीकार करना चाहिए या नहीं मतलब हम 50000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं हम किसी भी निश्चित लागत अतिरिक्त निश्चित लागत 65000 इकाइयों को जोड़े बिना निर्मित किए जा सकते हैं इसलिए अतिरिक्त उत्पादन संभव है 15000 इकाइयाँ और उतनी ही इकाइयों के लिए विदेशी ग्राहक इन अतिरिक्त 15000 इकाइयों को खरीदने की इच्छा रखते हैं यह स्थानीय बाजार में नियमित उत्पादन और बिक्री नहीं है एक बार में एक विदेशी आदेश है और हमारे पास अतिरिक्त क्षमता भी है क्योंकि स्थानीय बाजार में हम केवल 50000 इकाइयों को समाप्त कर रहे हैं इसलिए हमारे पास यह क्षमता भी है यह आदेश एक बार में आ रहा है इसलिए स्थानीय व्यापारी से आदेश के साथ आपकी सलाह क्या होगी तो इसका मतलब है हमें यहां दो चीजों की सलाह देना है निर्माता की सलाह है कि क्या ऑर्डर स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं विदेशी ख़रीदार से और किस राशि पर ऑर्डर है 10 रुपये प्रति यूनिट वह 15000 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है और वह एक बार सभी के लिए है और दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वह यह है कि अगर आपकी सलाह स्थानीय व्यापारी से है तो आपकी सलाह क्या होगी इसलिए यदि आप इस विश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो हम इस जानकारी से आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं और इस जानकारी में किए गए विश्लेषण के आधार पर हम अपने लिए यहाँ कुछ तार्किक या कुछ उपयोगी निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो आपको क्या करना है हमें अब अतिरिक्त 15000 इकाइयों के लिए सीमांत लागत अतिरिक्त 15000 इकाइयों के लिए सीमांत लागत की गणना करनी होगी इसलिए अब मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि जब हम किसी उत्पाद के उत्पादन की लागत की गणना करते हैं तो हमारे पास लागत परिवर्तनीय लागत सीमांत लागत और निर्धारित लागत दो प्रकार होते हैं इस मामले में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि संयंत्र की क्षमता 65000 इकाई है और किसी निश्चित लागत की आवश्यकता नहीं है चाहे आप 15000 इकाइयों की इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करें या इसका उपयोग न करें आप स्वतंत्र हैं लेकिन यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो इसे आगे लाभप्रदता में जोड़ा जा सकता है क्योंकि निश्चित व्यय पहले से ही 50000 इकाइयों से आने वाले योगदान से मिलते हैं कोई आवश्यकता नहीं है इसका मतलब है कि पहले से ही योगदान पर्याप्त है और वह 50000 इकाइयों का निर्माण और बिक्री करके भी निश्चित लागत को पूरा कर रहा है लेकिन यदि हम विदेशी ख़रीदार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 15000 इकाइयों का निर्माण करते हैं तो हमें केवल सीमांत लागत या परिवर्तनीय लागत का ही लाभ उठाना होगा यह सामग्री श्रम और परिवर्तनीय ओवरहेड्स के कारण है कोई निश्चित लागत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है तो इस मामले में हम अतिरिक्त 15000 इकाइयों के लिए सीमांत लागत की गणना करेंगे इसलिए यह मूल्यांकन हम करने जा रहे हैं अतिरिक्त 15000 इकाइयों के लिए सीमांत लागत और यदि आप यहां गणना करते हैं तो हमें फिर से एक विवरण तैयार करना होगा जहां आपके पास तीन चीजें हो सकती हैं एक विवरण है फिर आपके पास प्रति यूनिट लागत हो सकता है और फिर अतिरिक्त 15000 इकाइयों के लिए लागत सकता है इसलिए हम यहां विशेष प्रत्यक्ष सामग्री लिख रहे हैं और यदि आप प्रत्यक्ष सामग्री लागत लेते हैं जो हमें दी जाती है तो प्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या है यह 5 रुपये है और प्रत्यक्ष श्रम 3 रुपये है तो यह प्रति यूनिट लागत 5 है और 15000 इकाइयों के लिए यह कितना है इसी तरह हम प्रत्यक्ष मजदूरी लेते हैं यहाँ लागत कितनी है 3 रुपये प्रति यूनिट और 15000 इकाइयों के लिए 45000 है 15000 यूनिट्स 45000 है जो कि प्रत्यक्ष मजदूरी लागत है और मुझे लगता है कि यहां कोई अन्य ओवरहेड लागत नहीं दी गई है ठीक है हमें ओवरहेड लागत भी लेनी होगी ओवरहेड लागत हमें दी जाती है जो कि कारखाने के ओवरहेड्स तय होती हैं और ओवरहेड परिवर्तनीय हैं इसलिए हमें इसे ध्यान में रखना होगा तो इस मामले में यदि आप इन परिवर्तनीय कारखाने को ओवरहेड्स लेते हैं तो परिवर्तनीय कारखाने के ओवरहेड्स कितना है हमें इस राशि की गणना करनी होगी और यह राशि हमें प्रति यूनिट 050 रुपये दी जाती है और इस राशि के लिए यह हमें दी जाती है कितनी यह राशि हमें 7500 दी गई है तब परिवर्तनीय ओवरहेड्स होते हैं और वे परिवर्तनीय बेचने और वितरण ओवरहेड्स होते हैं तो हमें कुल जोड़ ओवरहेड्स होंगे इसलिए यदि आप परिवर्तनीय विक्रय और वितरण ओवरहेड्स को फिर से लेते हैं तो यह 050 है और यह राशि फिर से 7500 रुपये है अब हमें सीमांत लागत की गणना करनी होगी यह सीमांत लागत का कुल योग है इसलिए यहां सीमांत लागत क्या है यदि आप इस जानकारी से यहां गणना करते हैं तो यह 9 रुपये है यदि आप इसे कुल 9 रुपये के रूप में लेते हैं और कुल 15000 इकाई के लिए यह 135000 रुपये है 135000 रुपये अतिरिक्त 15000 इकाइयों के उत्पादन के लिए सीमांत लागत है अब हम विक्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं विक्रम मूल्य क्या है घरेलू बाजार में सामान्य बिक्री मूल्य 12 रुपये है लेकिन विदेशी ख़रीदार कितना मूल्य दे रहा है 10 रुपये प्रति यूनिट तो यह 10 रुपये प्रति यूनिट कीमत है और अगर आप यह राशि लेते हैं तो हमें अतिरिक्त राशि कितनी मिलने वाली है 150000 तो इस मामले में बिक्री मूल्य १० रुपये और कुल बिक्री मूल्य १५०००० रुपये होगा तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है कंट्रीब्यूशन अंशदान की कुल राशि कितनी है यह 1 रुपए है और यहां आप इसे 15000 रुपए 1 रुपए और 15000 रुपए कहते हैं इसलिए यह योगदान राशि है तो अब सीमांत लागत 9 रुपये है विदेशी खरीदार द्वारा की पेशकश की बिक्री मूल्य 10 रुपये है और हम 1 रुपये का योगदान कर रहे हैं और जब आप इन 15000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए निर्धारित लागत के बारे में बात करते हैं तो यह राशि 0 है या आप इसे शून्य कह सकते हैं क्योंकि संयंत्र की क्षमता पहले से ही कुछ भी नहीं है कोई निश्चित लागत नहीं है इसलिए क्योंकि संयंत्र की क्षमता पहले से ही इतनी अधिक है कि अतिरिक्त 15000 इकाइयों को आसानी से सही तरीके से निर्मित किया जा सकता है अब इस मामले में हमें क्या करना है और इस जानकारी को देखकर या इस जानकारी की मदद से हम क्या कर सकते हैं इस बारे में हमें क्या निर्णय लेना है देखें अगर हम उत्पाद का निर्माण करते हैं तो विदेशी ख़रीदार से मांग या ऑर्डर पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15000 इकाइयाँ हमारी कुल अतिरिक्त सीमांत लागत क्या है वह प्रति यूनिट 9 रुपये है और वह कितनी कीमत दे रहा है 10 रुपये प्रति यूनिट इसलिए अभी भी हमारे पास 1 रुपए से योगदान अर्जित करने की संभावना है और चूंकि निर्धारित लागत पहले से ही पूरी हो चुकी है यहां निश्चित लागत 0 है इसलिए जो भी अतिरिक्त योगदान हमने इस 15000 इकाइयों को विदेशी ख़रीदार को बेचकर अर्जित किया है कि अभी भी हम उसी राशि से लाभप्रदता में जुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि अब इस 15000 इकाइयों से 1 रुपये हम कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम 15000 रुपये का योगदान कमा रहे हैं और यह है कि 15000 का योगदान है क्योंकि निश्चित लागत 0 होने की वजह से फर्म की लाभप्रदता में इज़ाफा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए क्या हमें आदेश स्वीकार करना चाहिए या हमें आदेश स्वीकार नहीं करना चाहिए इसलिए समस्या यह है कि सामान्य बिक्री मूल्य जो हमें स्थानीय बाजार में मिल रहा है वह यह है कि हम पहले से ही बाजार में 12 रुपये प्रति यूनिट के लिए उत्पाद बेच रहे हैं और यदि हम इस उत्पाद को केवल एक बार ग्राहक को बेचते हैं तो यह विदेशी ख़रीदार नियमित ग्राहक नहीं है स्थानीय बाजार में नियमित ग्राहक ग्राहक हैं इसलिए यदि यह एक बार विदेशी ख़रीदार में है अगर उसे 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उत्पादन बेचा जा रहा है और 12 रुपये के मुकाबले हम स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं तो इसका क्या असर होगा स्थानीय बाजार के नुकसान के रूप में इसका मतलब नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि यह धोखा है हम इसे पिछले 12 वर्षों से 12 रुपये में खरीद रहे हैं जो कि 50000 यूनिट है और आप 10 रुपये में एक और ख़रीदार के साथ बेच रहे हैं जो एक समय में एक बार है आपके उत्पाद का ख़रीदार जिसका नियमित ख़रीदार नहीं है इसलिए यह भेदभाव क्यों है तो सवाल यह है कि आपको इस विदेशी आदेश को स्वीकार करना चाहिए या नहीं मैं कहूँगा हां हमें इस विदेशी आदेश को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह हमें 15000 रुपये का अतिरिक्त लाभ दे रहा है चूंकि यह विदेशी ख़रीदार का एक आदेश है इसलिए यह खबर स्थानीय बाजार में नहीं फैलने वाली है कि एक ख़रीदार जिसने सभी के लिए एक बार 15000 यूनिट खरीदे हैं वह स्थानीय खरीदारों को 12 रुपये के मुकाबले 10 रुपये प्रति यूनिट पर उत्पाद की आपूर्ति करता है चूँकि वह एक विदेशी ख़रीदार है हम उस उत्पादन और निर्माण को उस विदेशी ख़रीदार को एक खेप भेज रहे हैं और कोई भी खबर स्थानीय बाजार में नहीं फैलने वाली है कि हमने विदेशी ख़रीदार को किस कीमत पर बेचा है तो इसका मतलब है कि अगर यह संभव है कि किसी भी निश्चित लागत को बढ़ाए बिना और अतिरिक्त उत्पादन से परिवर्तनीय लागत की वसूली संभव है क्योंकि यदि आप अतिरिक्त 15000 इकाइयों का निर्माण करते हैं तो केवल परिवर्तनीय लागत होने जा रही है सीमांत लागत होने जा रही है वहाँ और वह 9 रुपये है जिसे वह खरीदने के लिए 10 रुपये में दे रहा है हमारे पास 1 रुपये के कंट्रीब्यूशन की स्थिति में है और यह आपके लाभ को जोड़कर है जहां तक इस आदेश का सवाल है यह विदेशी ख़रीदार का है इसलिए यह आपके स्थानीय बाजार को प्रभावित करने वाला नहीं है इसलिए यदि यह आदेश विदेशी ख़रीदार का है और निर्धारित लागत पहले से ही मिल जाती है तो इसका निर्माण दिए गए संयंत्र की क्षमता के भीतर और फर्म की लाभप्रदता को जोड़ने के लिए करना संभव है उस स्थिति में हमें इन आदेशों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे एक बार एक समय में हैं इसलिए विदेशी ख़रीदार कोई भी खबर स्थानीय बाजार में नहीं फैलने वाली है इसलिए विनिर्माण और बिक्री में कोई नुकसान नहीं है क्या प्रभाव है यदि वे स्थानीय खरीदारों को सूचित करते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर किसी भी मामले में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह आपके मौजूदा ग्राहकों या मौजूदा बाजार को खराब कर देगा क्योंकि अगर बाजार में खबर फैलती है कि एक बार में एक ग्राहक को स्थानीय बाजार में ग्राहक को उत्पाद 10 रुपये में बेचा गया है और अन्य ग्राहकों को वे बेच रहे हैं या 50000 इकाइयों को बेच रहे हैं जो 12 रुपये में बेचा जा रहा है तो कंपनी को 50000 इकाइयों के विशाल बाजार का नुकसान हो सकता है तो वह गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए लेकिन चूंकि यह आदेश विदेशी ख़रीदार का है इसलिए ऐसा किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय बाजार में कोई खबर फैलने वाली नहीं है और यह आदेश एक बार में है और हमें मिल रहा है अतिरिक्त संयंत्र क्षमता का उपयोग करने और अतिरिक्त योगदान और अतिरिक्त लाभप्रदता अर्जित करने का अवसर ठीक है तो इस तरह हम इस तरह की अवधारणाओं और इस तरह की प्रक्रियाओं में यहाँ निर्णय ले सकते हैं तो हम विक्रय मूल्य तय करने में सीमांत लागत की अवधारणा का उपयोग कैसे कर सकते हैं उन खरीदारों से आदेश स्वीकार करने के मामले में जो विदेशी बाजारों से हैं इस तरह हम निर्णय ले सकते हैं और हम कंट्रीब्यूशन की गणना कर सकते हैं और फिर हम उस आदेश की लाभ क्षमता की गणना कर सकते हैं और यदि समाचार सकारात्मक है यदि विश्लेषण कहता है कि यह सकारात्मक है तो इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाए ठीक है तो यह सीमांत लागत का एक और अनुप्रयोग है उसके बाद हम सीमांत लागत का एक या दो और अनुप्रयोग करेंगे अन्य दो समस्याओं में यदि आप इन दो समस्याओं को देखते हैं तो हमें यहाँ कुछ दो समस्याएं मिली हैं जहाँ हम निर्णय लेने या खरीदने के बारे में जानेंगे हम मुख्य या सीमित कारक के संबंध में निर्णय लेंगे तो क्या बनाना या खरीदना है इस निर्णय को कैसे लेना है एक महत्वपूर्ण या सीमित कारक क्या है इन निर्णयों को सीमांत लागत की मदद से कैसे लिया जाए हम अगली कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं